आइए अब हम सोलर फोटोवॉल्टिक सिस्टम देखें एक सोलर फोटोवॉल्टिक सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं जैसे कि फोटोवॉल्टिक मॉड्यूल पावर कनवर्टर स्टोरेज डिवाइसेज और लोड जो कि खुद में एक बहुत ही जरूरी चीज है फोटोवोल्टेक सिस्टम में हमें इन सब को समझना होगा जिससे कि हम फोटोवॉल्टिक सिस्टम और उसके सब सिस्टम का डिज़ाइन अच्छे से कर सकें अब हम पूरे फोटोवोल्टिक सिस्टम को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और उसके हर एक सब सिस्टम को भी समझेंगे जिससे कि हम इसका डिज़ाइन कर सकें PV सोलर सिस्टम का सबसे जरूरी अंग सोलर एनर्जी है जो हमें सूर्य से मिलती है सूर्य की यही एनर्जी कलेक्टर पर गिरती है फोटोवोल्टेक मॉड्यूल पर जिससे कि PV मॉड्यूल के टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है इसीलिए यह एक कलेक्टर और कनवर्टर ही है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी ने बदलती है अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम इसे पावर इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक से पास करते हैं यह एक एनर्जी चार्जर ब्लॉक है जिसमें बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जैसे की BJT MOSFET IGBT आदि और तब उसे हम स्टोरेज डिवाइस से पास कर आते हैं स्टोरेज डिवाइस बहुत तरह के होते हैं जैसे कि बैटरी जोकि एक केमिकल स्टोरेज डिवाइस है जहां इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल के फार्म में स्टोर रहती है आप इसे हाइड्रो स्टोरेज के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को बदला जाता है और वह पानी को ऊंचाई तक पहुँचाती है उठे हुए पानी के पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है जिसे pumped hydro कहा जाता है आप पानी के उर्जा को टरबाइन के सहायता से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंप्रेस्ड एयर के फार्म में भी स्टोर कर सकते हैं यह कंप्रेसर को चलाएगा और हवा को कंप्रेस करेगी विभिन्न विभिन्न दबाव पर और आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को हवा के टरबाइन की सहायता से वापस पा सकते हैं या आप इसे रोटेटिंग फ्लाईव्हील के सहायता से मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और आप उसको वापस भी ला सकते हैं इलेक्ट्रिक जेनरेटर की सहायता से PV मॉड्यूल की सहायता से आप सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस एनर्जी को बहुत सारे माध्यमों से स्टोर किया जा सकता है एनर्जी चार्जर के मदद से वैकल्पिक रूप से इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम चाहे तो सीधे लोड को भी दे सकते हैं बाय डायरेक्शनल एनर्जी चार्जर की मदद से यह सारी चीजें पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ही संभव है पावर कनवर्टर आपको या तो AC या DC आउटपुट देगा जिससे कि आप AC या DC से चलने वाले उपकरणों में प्रयोग कर सकें इनवर्टर के आउटपुट में AC लोड लगे होंगे और कनवर्टर के आउटपुट में DC लोड लगे होंगे जैसे LED लाइट फ्लोरोसेंट बल्ब समरसेबल पंप जोकि AC या DC भी हो सकते हैं आपके पास AC या DC रेफ्रिजरेशन भी हो सकता है जो कि पेल्टियर उपकरणों पर काम करता है अगर आप चाहे तो इसे सीधे ग्रीड में भी भेज सकते हैं इनवर्टर की सहायता से AC मैं बदलने के बाद ग्रिड से जुड़े किसी भी लोड को आप सीधे PV जोड़ सकते हैं यह आज के समय में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला लोकप्रिय उदाहरण है PV सिस्टम का स्मार्ट ग्रिड में आपको MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के बारे में यह पता होना चाहिए कि यह एक बहुत ही जरूरी term है जो हम आगे आने वाले लेक्चर में और ज्यादा देखेंगे जितने भी पावर कनवर्टर और एनर्जी कनवर्टर है सब MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग पर काम करते हैं इसका यह मतलब है कि हर PV मॉड्यूल का अपना पावर वर्सेस वोल्टेज करैक्टेरिस्टिक्स होता है जहां एक ऐसी बिंदु होती है जो सबसे ऊपर होती है और हम चाहते हैं कि PV मॉड्यूल हमेशा उसी बिंदु पर काम करती रहे जिससे कि हमें अधिक मात्रा में पावर PV मॉड्यूल से मिल सके इसलिए यह ज़िम्मेदारी पावर कनवर्टर और एनर्जी चार्जर की है कि वह देखें कि जो भी लोड PV मॉड्यूल पर लगा है वह हमेशा MPPT पर काम करें इसलिए हम पावर कन्वर्टर्स में एक एल्गोरिथ्म MPPT का डाल देते हैं अब हमारे पास तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं निश्चित रूप से MPPT इन दोनों का हिस्सा है जिसे हमें पढ़ना है और डिज़ाइन करना है जिससे कि हम इन चीजों का प्रयोग किसी भी PV सिस्टम में कर सकें सबसे पहले हम लेते हैं PV मॉड्यूल के sizing के बारे में जोकि बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगते है इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दुर्भाग्य से स्थानीय भूगोल पर इसकी बहुत निर्भरता है सूर्य से आने वाली रेडिएशन वायुमंडल की परिस्थिति वाटर वेपर की मौजूदगी लाटीट्यूड दिन का समय साल का समय यह सभी पैरामीटर प्रभाव डालते हैं PV मॉड्यूल से प्राप्त होने वाले एनर्जी पर इसलिए इन सभी पैरामीटर्स को जानना जरूरी है मान लीजिए कि एक PV पैनल है जिसका इनपुट Pin है और आउटपुट P0 है और याद करिए कार्यक्षमता P0 Pin होती है यहां P0 के बराबर होगी जोकि IV करैक्टेरिस्टिक्स का ऑपरेटिंग पॉइंट है और Pin कुछ नहीं बल्कि इंसिडेंट इंसुलेशन गुड़ा एरिया है इंसुलेशन की यूनिट किलो वाट पर स्क्वायर मीटर है और एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर इसलिए दोनों का गुड़ा इनपुट पावर होगा अब यह एरिया और इंसुलेशन क्या होगा अगर आप इस तरह का एक फ्लैट सोलर PV पैनल ले तो यह एरिया A स्क्वायर मीटर होगा इस पर मान लीजिए सूर्य की किरण इस तरह से गिर रही है जो कि एक कोड θ बना रही है तो पढ़ने वाली किरण को अगर Li कहे तो नॉरमल इंसीडेंस को Li cos θ कहा जाता है इसलिए Li cos θ को इफेक्टिव इनपुट पावर कहा जाता है जिससे कार्य क्षमता VmIm Li cos θ A के बराबर होती है इसलिए अगर आप देखें तो P0 कलेक्टर के क्षेत्र और Li cos θ पर आश्रित है P0 एप्लीकेशन के ऊपर भी आश्रित है कि आपको कितना पावर चाहिए जोकि पैनल के कार्य क्षमता वाले डाटा शीट को देखकर समझना पड़ता है इसलिए हमें जरूरत है लिए हुए PV पैनल का A की सही वेल्यू पता लगाने की इसलिए अगर आप इसको दोबारा देखें तो आप पाएंगे की A P0 efficiencyLi Cosθ होता है इससे यह पता चलता है कि A सीधे तौर पर P0 पर आश्रित है और उल्टे तौर पर इंसिडेंट इंसुलेशन पर आश्रित है तो इसका यह मतलब है कि जब किसी क्षेत्र में इंसुलेशन ज्यादा हो तब पैनल का एरिया कम चाहिए होता है और जब कभी ज्यादा पावर की जरूरत हो तब ज्यादा पैनल एरिया की जरूरत पड़ती है इसलिए हम देख सकते हैं कि लोड का पावर सीधे तौर पर इंसिडेंट इंसुलेशन पर आश्रित है और पैनल के एरिया पर भी आश्रित है जबकि इंसुलेशन का पता लगाना इतना आसान नहीं है क्योंकि यह बहुत सारे कारणों पर आश्रित है जैसे दिन का समय साल का समय मौसम का हाल आदि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह बहुत सारे कारणों पर आश्रित है और इनमें से बहुत से कारण अनिश्चित है इसलिए इंसिडेंट इंसुलेशन का पता लगाना आसान नहीं है पर हमारा उद्देश्य है कि हम सही सही इंसिडेंट इंसुलेशन का पता लगाएं जिससे कि पैनल का सही साइज हमारे लोड की जरूरत के हिसाब से पता चल सके